ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन आगे बढ़ते हुए मैं आपका ध्यान विजिबिलिटी में उपलब्ध है अब निश्चित रूप से यह पाठ्यक्रम में सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने में सक्षम हो इसलिए यहाँ मैंने कुछ सामान्य लैंग्वेजेस के माध्यम से आती है यह कुछ फ़ंक्शन रखते हैं तो वे सभी एक दूसरे को दिखाई दे सकते हैं आप में से कई C में प्रोग्रामिंग तक सीमित हैं आपको पता है कि C Net द्वारा प्रबंधित किया जाता है तो आप जिस भी C एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं आपको एक प्रोजेक्ट नहीं है केवल पूर्णता के लिए मैंने कुछ अन्य लैंग्वेज कैसे Ada Smalltalk और Object Pascal का उल्लेख किया है उदाहरण के लिए Object Pascal एक दिलचस्प लैंग्वेज है जहाँ सभी फील्ड कैसे डिजाइन करना चाहिए हम अब क्लास के रूप में जाना जाता है इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक क्लास में ले जा रहे हैं स्टेट हो जाएगी इसलिए भले ही कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कर रहे हों इसलिए यह देखते हुए हम अपने स्टैक क्लास को कितना भरा गया है तो आप बस एक मार्कर है इसका एक निश्चित साइज होगा इसलिए वैकल्पिक अल्टरनेट एक टॉप मार्कर के रूप में भी कार्य करेगा यदि आप अधिक एडवांसड C प्रोग्रामर के आधार पर हमने तीन इंटरफेस पर चर्चा की फिर उपरोक्त 4 मेथड्स के संदर्भ में पूर्ण हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्रभावित नहीं होंगी और कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघनवायलेशन नहीं होगा और उस प्रक्रिया में यूजर समान तरह से नहीं रखा गया है इसलिए इस मॉड्यूल को अलग करने की आवश्यकता है और इस पृथक्करण की प्रक्रिया को विभिन्न श्रेणीबद्ध तरीके से विभिन्न प्रकार की विजिबिलिटीपर बेहतर नियंत्रण पाया जा सकता है